हेल्लो दोस्तों आज हम शरीर और जिस तरह से वह संचार करता हैं उस विषय पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं अब यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैंने अपनी कुछ पहले की बातचीत में छुआ है और आज हम गैर मौखिक आयामों पर विस्तृत रूप से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए यदि आप स्लाइड्स देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि मैं आपको विभिन्न आयामों बॉडी लैंग्वेज के विभिन्न पहलुओं का एक सामान्य परिचय दूंगा जिनसे मेरा मतलब इशारे और मुद्राओं से है क्योंकि चेहरे के भाव के बारे में मैं बाद के समय में बताऊंगा तब हम इशारे पर विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से पोस्टर्स पर ध्यान केंद्रित करेंगे अंतरिक्ष और क्षेत्र के कुछ पहलुओं को मैं आपके साथ एक विशेष तरीके से साझा करूँगा फिर हम छवियों कुछ निश्चित छवियों के विश्लेषण के लिए जाएंगे और इसके साथ ही हम इस भाग का समापन करेंगे और बात करते हैं बहुत सारे सिद्धांत हैं मैं सिर्फ एक शोध को देख रहा हूं जो बताता है कि जब हम संवाद करते हैं तो पाठ संदेश केवल 7 प्रतिशत सूचनाओं में से किसी एक को आवाज देता है रुकता है तनाव पैटर्न और सभी प्रकार की चीजें जिनके बारे में हमने कुछ शुरुआती कक्षाओं में बात की थी वे लगभग 38 प्रतिशत और अशाब्दिक से 55 प्रतिशत तक योगदान करते हैं लेकिन ये कथन एक तरह से व्यापक सामान्यीकरण हैं जो मैं कहूंगा क्योंकि एक अध्ययन एक विशेष संदर्भ में किया जाता है और उस विशेष संदर्भ में शायद यह पाया गया है कि यह कहानी है उदाहरण के लिए यदि आप आज उस संदर्भ को देख रहे हैं जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जाहिर है संदेश सामग्री 7 प्रतिशत नहीं है यह उससे कहीं अधिक है और वास्तव में आवाज और अशाब्दिक संचार एक सीमांत भूमिका निभाएगा संपूर्ण बातचीत में और मै कैसा दीखता हूँ यह बहुत ज़्यादा महत्त्वपूर्ण नहीं है जो शायद इस तंत्र को केवल 7 प्रतिशत उलट देगा आवाज और टोन लगभग 25 से 30 प्रतिशत भूमिका निभाएहा यह बाहर निकल सकता है या दिलचस्प हो सकता है आवाज के गुण इन चीजों को संवाद कर सकते हैं लेकिन संदेश सामग्री शायद 50 प्रतिशत से अधिक है आप मूल रूप से इस बात से चिंतित हैं कि मैं क्या कह रहा हूं बजाय इसके कि मैं यह कैसे कह रहा हूं और मैं जैसा दिखता हूं वैसा दिखता हूं इसलिए संदर्भ प्रासंगिक है लेकिन कुछ संदर्भों में अशाब्दिक संचार घटक काफी महत्वपूर्ण है कि हम यहां से क्या इकट्ठा करते हैं बर्डविस्टल के एक अन्य प्रसिद्ध अध्ययन में पाया गया कि औसतन लोग दिन में लगभग 10 से 11 मिनट बात करते हैं और संचार और अशाब्दिक संचार का सामना करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव मुझे बताता है कि शायद आईआईटी खड़गपुर जैसी जगह में हम दिन में लगभग 2 से 3 घंटे बात करते हैं और यदि आप छात्रों को देख रहे हैं तो आप कक्षाओं के अंदर बैठने के लिए घंटों की संख्या के बावजूद उन्हें देखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए बोलना अगर इससे ज्यादा नहीं तो फिर से हम इसे सामान्यीकरणों पर नहीं जाएंगे जो आपको बॉडी लैंग्वेज की कई अशाब्दिक संचार पुस्तकों में मिलते हैं लेकिन विभिन्न प्रकार के शोधों को देखकर मेरी समझ यह है कि एक निश्चित सीमा तक बिना किसी समय के अशाब्दिक संचार के महत्व को कम करके आंका जा सकता है लेकिन सामान्यीकरण और इसे बढ़ाकर कुछ ऐसा है जो हमें नहीं करना चाहिए मैं कुछ लोकप्रिय पुस्तकों से विचार लेता हूँ क्योंकि आपके लिए इसे समझना आसान है लेकिन इसके साथ ही कुछ या कुछ शोध निष्कर्ष भी मैं आप के साथ साझा करूँगा इसके अलावा कुछ बहुत ही रोचक परीक्षण होंगे जो हम आपके लिए विकसित करेंगे जो कि धोखा या झूठ की अवधारणा से आंशिक रूप से निपटेंगे क्योंकि आप देखते हैं कि यह उन चीजों में से एक है जिन्हें मैं इस पाठ के साथ आगे बढ़ने के साथ उजागर करूंगा इसके साथ आगे बढ़ें बात करें कि धोखा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और मुझे आशा है कि उन सर्वेक्षणों को करने के लिए यह आपके लिए मजेदार होगा लेकिन आपको उन्हें अवश्य करना चाहिए क्योंकि हम जो यहां करते हैं उसके संदर्भ में उनके निष्कर्ष बहुत प्रासंगिक होने जा रहे हैं लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमने कई लोकप्रिय अशाब्दिक संचार और बॉडी लैंग्वेज पुस्तकों के सामान्यीकरण की आलोचना की है जहाँ वे सामान्यीकरण से अधिक हैं संदर्भ विशिष्टता खो गई है किसी विशिष्ट संदर्भ में कुछ शोध एक अलग संदर्भ पर लागू होता है और अर्थ बदल जाता है सुसंस्कृत शिक्षण और व्यवहार ये ऐसी चीजें हैं जो अक्सर लोकप्रिय पुस्तकों में ध्यान में नहीं ली जाती हैं विभिन्न संस्कृतियों में तथ्यों को प्रस्तुत करने के विभिन्न तरीके हैं सीखना और व्यवहार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सीखना व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उदाहरण के लिए जब कोई आईआईटी में आता है तो वह एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है लेकिन 2 से 3 साल में वह एक निश्चित प्रकार की संस्कृति का अधिग्रहण कर लेता है कुछ भाषाएं हमें बताती हैं घटकों को अधिग्रहित किया जाता है कुछ अंतःक्षेपण कुछ अशाब्दिक प्रदर्शन प्राप्त किए जाते हैं जो व्यक्ति पहले उपयोग नहीं करता था और ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो अच्छी तरह से शरीर की भाषा को बहुत ध्यान से देखा जाना है मूलभूत घटकों में से एक है की 'सांस्कृतिक या जन्मजात' यह एक अत्यधिक बहस का क्षेत्र है और मैं इसके सिद्धांतों में नहीं जाऊँगा लेकिन जो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा वह यह है कि क्या अशाब्दिक संचार स्वाभाविक है या यह सांस्कृतिक रूप से हासिल किया गया है सामाजिक रूप से अधिग्रहित जिस तरह से भाषा के कुछ पहलुओं को सामाजिक रूप से हासिल किया जाता है उस पर मेरी प्रतिक्रिया यह होगी कि जब हम अशाब्दिक संचार में आते हैं तो मौखिक संचार की तरह ही अशाब्दिक संचार में इच्छा प्रवृत्ति भी काम आती है और सम्पूर्ण शरीर के माध्यम से संवाद करने की सहज इच्छा होती है हालांकि जिस तरह से इसे चैनल किया जाता है जिस तरह से इसे संशोधित किया जाता हैजिस तरह से इसे विनियमित किया जाता है वह कुछ ऐसा है जो सांस्कृतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है मैं इसे विस्तृत तरीके से समझाऊंगा उदाहरण के लिए जब हम मुस्कुराहट के बारे में बात कर रहे हैं तो अध्ययन हमें बताते हैं कि यहां तक कि बच्चे भी मुस्कुराते हैं जिन शिशुओं ने महत्वपूर्ण तरीके से मुस्कुराते है जो सामाजिक संपर्क हासिल नहीं किया है लेकिन इन मुस्कान की अर्थपूर्णता की अवधारणा कुछ ऐसी है जो संदिग्ध है लेकिन फिर भी अन्य अध्ययनों से पता चला है कि जब लोग मुस्कुराते हैं तो एक शारीरिक परिवर्तन होता है उदाहरण के लिए पॉल एहमन का सुझाव है कि लगातार मुस्कुराना आपको दिन के अंत में खुश महसूस करवा सकता है तो मूल रूप से क्या हो रहा है मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जो निश्चित तरीके से जन्मजात होती है लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया जाता है जिस तरह से इसे विनियमित किया जाता है जिस तरह से आप मुस्कुराते हैं वह एक ऐसी चीज है जो एक अलग कहानी है जो सामाजिक रूप से संभावित है गुस्सा तड़प प्राकृतिक हैआप पाते हैं कि दांतों को पीसना गुस्सा ज़ाहिर करने का प्राइमरी तरीके हैं जो ज्यादातर जानवरों के साथ होता है और यह इंसानों के साथ भी होता है जब वे बहुत गुस्से में होते हैं आप फिल्में देखते होंगेजहां आप पाते हैं विशेष रूप से हिंदी फिल्में जहां अतिरंजना सबसे आगे है आप पाते हैं खलनायक और यहां तक कि नायक दाँतों को पीसते और दिखाते हुए लड़ रहा है तो क्रोध पीड़ा भय कुछ निश्चित शारीरिक लक्षण हैं हम इस बारे में बात करेंगे लेकिन अगर हम सवाल पूछें तो क्या वे सभी संस्कृतियों में समान हैं हमारे पास उत्तर हैं जो भिन्न हैं वास्तव में जब हम चेहरे की अभिव्यक्ति करते हैं तो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि कैसे पोलिकमैन ने आदिवासी संस्कृतियों के साथ अध्ययन किया और पाया कि कुछ निश्चित चेहरे के भाव संस्कृतियों में बने हैं इसलिए अगर हम चीजों के दूसरे पहलू को देख रहे हैं तो शरीर की भाषा को समझना कुछ दूसरों की तुलना में बेहतर हैं हाँ यह सच है कि कुछ लोग बॉडी लैंग्वेज को अधिक संस्थागत या अधिक संवादात्मक रूप से समझ सकते हैं जहाँ कुछ लोग किसी भाषा को बोलने में बेहतर होते हैं और कुछ लोगों को उस हुनर को हासिल करना होता है इसलिए यदि मैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में कुछ साझा कर रहा हूं जिसका अर्थ है कि शायद यह बात आपको थोड़ा फायदा पहुंचाएगी और यह ऐसे तरीके सुझाएगा जिससे आप अशाब्दिक संचार और बॉडी लैंग्वेज की अपनी समझ को बेहतर बना सकते हैं जो हमें बहुत सरलता से बताती है कि हाँ बॉडी लैंग्वेज स्किल हासिल की जा सकती है जिस तरह से बाद में हम रचनात्मकता पर चर्चा करेंगे या कुछ रचनात्मक विचारों के कौशल हासिल किए जा सकते हैं अब शरीर की भाषा और संस्कृति के बारे में बात करते हैं भावनाओं और अशाब्दिक संचार की मौलिक अभिव्यक्ति शायद मैं इस पर थोड़ा और समय बिताना चाहूंगा इससे पहले कि हम अन्य चीजों पर जाएं क्योंकि कुछ बुनियादी चीजों की स्पष्ट समझ ज्यादा बेहतर है और फिर आप हमेशा अन्य पुस्तकों का संदर्भ ले सकते हैं इसलिए हम मानते हैं कि कुछ मूलभूत भावनाएं हैं जो शरीर के साथ साथ चेहरे के भावों के साथ साथ जो कुछ भी हम कहते हैं और जिस तरह से हम इसे कहते हैं और यदि हम उन्हें मोटे तौर पर 6 या 7 तरीकों में वर्गीकृत करते हैं क्योंकि कई भावनाओं प्राथमिक भावनाओं के बारे में फिर से बहुत बहस होती है उदाहरण के लिए खुशी एक ऐसी चीज है जो लगभग सार्वभौमिक है इसलिए उदासी यह कहती है कि क्रोध भय घृणा आश्चर्य और कुछ सिद्धांतकारों के अनुसार यहां तक कि तिरस्कार भी जो सामाजिक रूप से नहीं सीखा जाता है कुछ समय के लिए मान लें की जो चीज़े अधिग्रहित हैं वे अधिग्रहित नहीं हैं वे वहाँ हमेशा से थी इन भावनाओं को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करने के लिए उन्हें जैविक रूप से तैयार किया गया है हम मुस्कुराहट का उदाहरण लेते हैं अब यदि आप महिलाओं के मुस्कुराने के तरीके को देख रहे हैं और जिस तरह से पुरुष एक संस्कृति के भीतर मुस्कुराते हैं और आप विभिन्न स्थितियों में उस के स्नैप शॉट्स लेते हैं तो शायद आपको एक अंतर मिलेगा इसी तरह से यदि आप एक ही संस्कृति में छोटे बच्चों को मुस्कुराते हुए और वयस्क को मुस्कुराते हुए देखते हैं तो शायद आप एक अंतर पाएंगे उसी तरह अगर आप अलग अलग सामाजिक स्तर पर देख रहे हैं तो अलग अलग सामाजिक स्थिति के लोग सामाजिक घटनाओं में मुस्कुराते हुए आप पाएंगे कि बड़ा अंतर है दूसरे शब्दों में मुस्कुराहट और हंसी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए सहज हो सकती हैं लेकिन उन्हें सामाजिक मानदंडों द्वारा विनियमित किया जाता है विभिन्न समाजों विभिन्न संस्कृतियों में आप जो प्रदर्शित कर सकते हैं और जो आप नहीं कर सकते हैं वह नियंत्रित है यदि आप अपने कमरे में अकेले हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं तो आप एक विशेष तरीके से मुस्कुरायेंगे लेकिन जिस पल सांस्कृतिक आयाम सामने आता है जिस क्षण आप किसी के प्रति सचेत होते हैं वह आपको देख रहा होता है आप शायद बहुत अलग तरीके से मुस्कुराएंगे क्योंकि एक विशेष तरीके से मुस्कुराना आपके लिए अपेक्षित है तो यहां एक सामाजिक नियम है जो एक व्यवहार को विनियमित करने का एक उदाहरण है जो स्पष्ट रूप से सहज है दुख के बारे में भी यही होगा मेरे दिमाग में आने वाली एक बहुत विशिष्ट बात यह है कि कम से कम हमारी संस्कृति में और कई अन्य संस्कृतियां हो सकती हैं जहां लिंग अंतर को काफी हद तक स्वीकार किया जाता है जहां दुख का प्रदर्शन कुछ ऐसा है जो पुरुषों और महिलाएं के लिए अलग अलग तरीकों से विनियमित होता है उदाहरण के लिए भारत में भय या दुख का प्रदर्शन जैसे की पुरुषों द्वारा दुःख से चिपके रहने को नियंत्रित करना होगा कोई केवल अपने आप को छोड़ने और दुख व्यक्त करने के बारे में नहीं कह सकता यदि आप ऐसा करते हैं यदि आप एक पुरुष हैं और यदि आप अपनी परीक्षा में अच्छा नहीं करते हैं तो ऐसा माना जाता है की आपको रोने की अनुमति नहीं है जबकि किसी लड़की को रोने की अनुमति दी जा सकती है तो ये सामाजिक रूप से सीखे गए हैं हमारी संस्कृति में माना जाता है एक औरत की तुलना में एक आदमी अधिक विशिष्ट तरीके से क्रोध प्रदर्शित करता है तो आप देखते हैं कि यह विभिन्न भावनाओं के सांस्कृतिक विनियमन और उनके प्रदर्शन के तरीके को विनियमित किया जाता है इन्हें प्रदर्शन नियम के रूप में जाना जाता है हालाँकि हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे इसे साझा करना अच्छा है और आप इसे हमेशा देख सकते हैं और अशाब्दिक संचार की आकर्षक दुनिया का पता लगा सकते हैं जहाँ कई अन्य दिलचस्प अवधारणाएँ मौजूद हैं तो यहाँ कुछ बुनियादी उदाहरण हैं बस एक त्वरित समझ के लिए सिर हिलाते हुए हाँ और ना अब सांस्कृतिक बहस के बारे में बहुत कुछ है इस बारे में बहुत बहस है कि क्या यह सांस्कृतिक है या क्या यह स्वाभाविक है तो आप देखते हैं कि इस समय तक सभी अध्ययन अनिर्णायक रहे हैं और हम वास्तव में यह सुनिश्चित करने के लिए सक्षम नहीं हैं लेकिन भारत के कुछ हिस्सों में ऐसी परंपराएँ भी शामिल हैं जहाँ आप देखते हैं कि जब आप सहमत होते हैं तो आप एक विशिष्ट तरीके से अपना सिर हिलाते हैं लेकिन जब आप एक ही संस्कृति के भीतर सहमत नहीं होते हैं तो आप अपने सिर को एक अलग तरीके से हिलाते हैं लेकिन बहुत बार देश के अन्य हिस्सों में लोग भ्रमित करते हैं कि जहां आप कहते हैं कि आप अपने सिर को इस तरह से हाँ और इस तरह से नहीं कहने के लिए हिलाते हैं और यह कुछ ऐसा है जो उस विशेष परंपरा में मौजूद नहीं है तो यह एक भ्रम है लेकिन कुछ संस्कृतियां हैं और यदि आप Google करेंगे तो आप कहेंगे कि कुछ संस्कृतियों में अपने सिर को हिलाना हां माना जाता है अब यदि आप भाषा का तंत्र देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि अधिकांश भाषाएँ किसी न किसी तरह से प्राकृतिक कारणों से जुड़ी हुई हैं यदि आप लिखित भाषा को देख रहे हैं यदि आप प्राचीन चित्र चित्रों को देख रहे हैं तो प्रतीक वस्तुतः किसी चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं जो मौजूद हैं उदहारण के लिए एक बैल खड़े होने का प्रतीक है या सूरज आगे बढ़ने का प्रतीक है और फिर ये प्रतीक धीरे धीरे प्रसारित होते हैं और प्राकृतिक दुनिया के साथ लिंक जिससे ये निकलते हैं धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और उस समय विशेष इशारा या इस मामले में एक विशेष प्रतीक एक विशेष रूप से लिखित प्रतीक हालांकि यह कुछ तरीकों से अपने मूल अर्थ से जुड़ा हुआ है आप पाते हैं कि लापता है लिंक गायब है आपको वास्तव में नहीं पता है कि क्या हुआ है और कनेक्टिविटी का पता कैसे लगाया जा सकता है यदि आप हमारे द्वारा किए गए कुछ इशारों को देख रहे हैं तो आप एक समान बात पाएंगे ऐसे इशारे जिनके विशिष्ट अर्थ होते हैं जैसे कि एक विशिष्ट अर्थ को संप्रेषित करना प्रतीक के रूप में जाना जाता है और प्रतीक का कार्य यह है कि वे विशेष रूप से एक ऐसे अर्थ को संप्रेषित करते हैं जो आपके पास प्राकृतिक अभिविन्यास के साथ करने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं हो सकता है उदाहरण के लिए कुछ प्रतीक का प्राकृतिक संबंध है कि वे क्या सुझाव देते हैं जैसे की चुप्पी के लिए एक प्रतीक है और इसका मुंह के साथ एक लिंक है तो आप कह सकते हैं कि यह कनेक्शन बहुत स्पष्ट है या यह पीने के पानी एक पीने के तरल के लिए एक प्रतीक है और यह वहाँ है दोनों के बीच एक निश्चित संबंध है लेकिन अगर आप एक अंगूठे के निशान को देख रहे हैं जो एक प्रतीक या एक जीत का संकेत है जो एक प्रतीक या एक प्रशंसा या एक शून्य चिह्न है जो एक प्रतीक है तो आप पाते हैं कि इन मामलों में एक विशेष संस्कृति के भीतर समझौते का एक निश्चित डिग्री है जैसा कि इसका मतलब है अन्य संस्कृतियों में वहाँ एक समझौता हो सकता है कि इसका एक अलग तरीके से ठीक है का क्या मतलब है इसलिए यदि आप वास्तव में कुछ अन्य चीजों जैसे कि उपहासस्नीर sneer को देख रहे हैं तो यह संभवतः एक जैविक उत्पत्ति है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था दांतों को प्रभावित करना कुछ ऐसा है जो कई जानवरों में से है जिसमें प्राइमेट और इंसान शामिल हैं जब वे क्रोध प्रदर्शित करना चाहते हैं जब वे काटना चाहते हैं जब वे लड़ना चाहते हैं आज भी जब लोग लड़ते हैं यहां तक कि पेशेवर मुक्केबाज भी लड़ते हैं तो कभी कभी वे एक दूसरे को काटते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो शायद जैविक रूप से बहुत अधिक संचालित है लेकिन एक कंधे उचका ने की क्रिया श्रग shrug मैं इस तरह के श्रग को नहीं जानता हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि क्या इसकी एक प्राकृतिक उत्पत्ति है या यह स्वाभाविक रूप से यह कैसे उभरा लेकिन किसी प्रकार की प्राकृतिक उत्पत्ति के लिए एक कड़ी होनी चाहिए उदाहरण के लिए कुछ प्रतीक जो हम उपयोग करते हैं जैसे कि मैं शांति में आता हूं साइन अप करता हूं एक अच्छा अलविदा लहराता हूं ये है ये कम से कम निश्चित समय पर जैविक रूप से संचालित होते हैं यही हमें पता चलता है क्योंकि आप पाते हैं कि शुरुआती परंपराओं में शुरुआती समुदायों में लोग हथियार लेकर चलते थे इसलिए हथेली का खुला इशारा शुरू में यह स्पष्ट करता है कि मैं निहत्था हूं मैं कोई हथियार नहीं ले जा रहा हूं और समय के साथ आप पाते हैं कि इस प्रकार के इशारे धीरे धीरे संहिताबद्ध हो रहे हैं प्रतीक बन रहे हैं बहुत प्रतीकात्मक बन रहे हैं ताकि मूल संबंध कुछ हो जो खो गया है अभिवादन के रूप में हाथों को हिलाना भी संभवत इसी तरह की चीज़ के साथ करना है जहाँ हाथ बिना किसी हथियार या किसी चीज़ के बिना खाली है जहाँ से यह शुरू हुआ होगा क्योंकि आप देखते हैं कि धारियों के बीच प्राचीन काल में जब समाजीकरण की शुरुआत हो रही थी इन इशारों में सामाजिक अर्थ के अलावा कुछ था उनके पास इसके अस्तित्व का आयाम था लेकिन यह अस्तित्व के आयाम सभ्यता के साथ खो गए हैं और जो हमारे पास आया है वह कुछ ऐसा है जिसे हम स्वीकार करते हैं हम संशोधित करते हैं हम विभिन्न तरीकों से बदलते हैं मिसाल के तौर पर कोई मुझे बताता है कि दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में हम जिन भारतीय परंपराओं में से कई में इस्तेमाल करते हैं वह प्रचलित है तो यह किसी समय प्रेषित किया गया होगा और इशारे को वहां पर हासिल कर लिया गया होगा तो यह सिर्फ आपको यह बताने के लिए हैं कि चीजें कैसी हैं शब्द ओके 19 वीं सदी में अमेरिका में लोकप्रिय बनाया गया है आल करेक्ट ओल्ड किंडरहुक यह इसशब्द का पुराना अर्थ है फ्रांस में ओ का मतलब शून्य है जापान में इसका अर्थ धन हो सकता है और भारत में इसका अर्थ सराहना हो सकता है तो आप देखते हैं कि एक ही इशारे का अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह का मतलब होता है इसका मतलब है कि यह एक पारंपरिक भाषा है जिसका इस्तेमाल एक प्राकृतिक भाषा नहीं है प्राकृतिक भाषा का उपयोग एक ऐसी चीज है जो संचरित होती है या जो संस्कृतियों में समान होती है एक पारंपरिक भाषा का उपयोग कुछ ऐसा है जो विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न भाषाओं और विभिन्न देशों के लिए अलग है क्योंकि यह वह जगह है जहां इसका एक विशिष्ट सीमित अर्थ है थम्स अप का अर्थ सा ठीक हो सकता है या एक अश्लील प्रतीक हो सकता है या श्रेष्ठता का भाव हो सकता है अब ये जैविक रूप से संचालित होने के बजाय सांस्कृतिक रूप से निर्धारित हैं जीत का संकेत है जो चर्चिल ने लोकप्रिय किया और अगर हथेली बदल जाती है तो यह एक अश्लील प्रतीक बन जाता है क्वीन एलिजाबेथ ने शायद किसी समय प्रतीक को भ्रमित किया था और इसके लिए बहुत क्षमा मांगनी पड़ी थी मार्गरेट थैचर भी इसमे शामिल थी और यह अंततः विवाद का कारण बना था क्योंकि इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था और ये विभिन्न संस्कृतियों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं हम थोड़ा आगे बढ़ें और बताएं कि यह सब हम मुख्य रूप से शरीर की भाषा के पारंपरिक पक्ष पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में हैं लेकिन ज्यादातर लोग मुख्य रूप से गैर पारंपरिक या शरीर की भाषा के प्राकृतिक संकेत में रुचि रखते हैं खैर ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि मैंने पहले ही आपसे व्यक्त किया है लेकिन मैं विवेककोनसेइनके conscienceको अनिश्चितउनकंससिएन्स unconscience से विपरीत कहूंगा हम इशारे करते हैं जो सॉफ्ट स्किल्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आपको सीखना है कि कैसे व्यवहार करना है क्या करना है क्या नहीं करना है क्या प्रदर्शित करना है एक सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में क्या नहीं प्रदर्शित करना है तो हाँ उन संदर्भों में बॉडी लैंग्वेज महत्वपूर्ण है लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह पता लगाना है कि कोई व्यक्ति क्या कहना चाहता है उसके मकसद का अनुमान लगाना अब यह एक बहुत ही दिलचस्प रोमांचक चुनौतीपूर्ण चीज़ बन गया है और हम में से अधिकांश ऐसे अशाब्दिक संचार के आयाम में रुचि रखते हैं क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत बार महत्वपूर्ण बात यह पता लगाना है कि वास्तव में कोई क्या सोच रहा है हम वास्तव में इस शब्द का उपयोग करते हैं क्योंकि सामाजिक जीवन में हम बहुत सारे झूठ बताते हैं लेकिन हम अभी से थोड़ी देर में उस पर आ जाएंगे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाषा की तरह जहां आप देखते हैं कि एक शब्द का संदर्भ के बिना अर्थ नहीं है अशाब्दिक संप्रेषण का भी संदर्भ के बिना कोई अर्थ नहीं है संदर्भ के पहले घटक गेस्टुरेस या पोस्टर्स हैं जो संयुक्त रूप से एक अर्थ देते हैं संदर्भ का दूसरा हिस्सा वह है जहाँ कोई व्यक्ति इशारों भौतिक या सामाजिक स्थान संस्कृति और अन्य विभिन्न आयामों को बना रहा है तो आप देखते हैं कि यह एक ऐसी चीज है जो नई नहीं है भले ही आप हमारे प्राचीन नाट्य का किताब देख रहे हों जो एक प्रदर्शन है नाट्यशास्त्र ये पहले से ही अच्छी तरह से संहिताबद्ध हैं और हमारे पास एक बहुत ही रोचक वर्गीकरण है लोकोद्मर्मी और नाट्यधर्मियों और लोकोधर्मी द्वारा हमारा मतलब है कि जो स्वाभाविक है मैं मोटे तौर पर इसका अनुवाद करूंगा और नाट्यधर्मी द्वारा हम चीजों को सांस्कृतिक रूप से निर्धारित करेंगे तो जो सांस्कृतिक रूप से निर्धारित है वह नाट्यधर्मी है जो नियमों में है प्रदर्शन के अभ्यासी को उन नियमों का पालन करना होता है और अन्य लोगों को पारंपरिक रूप से समझना पड़ता है कुछ प्राकृतिक व्यवहार पैटर्न होते हैं जो लोग हर जगह प्रदर्शित होते हैं और प्रदर्शन को हासिल करना होता है इसलिए जब हम इन संहिताओं को देख रहे होते हैं तो हमें बड़ी संख्या में इशारों मुद्राओं चेहरे के भावों के समूह मिलते हैं और उनका क्या मतलब हो सकता है वे क्या प्रतीक कर सकते हैं कौन से देवता कौन से देवी जो विशेष सामाजिक स्तर के लिए यह कोडित किया गया है प्रदर्शन के साथ साथ नृत्य जिसमें से हमारे अधिकांश भारतीय नृत्य और रंगमंच की परंपराएँ उभरी हैं इसलिए जैसा कि मैंने यहां पर संकेत दिया है एकान्त इशारा भ्रामक हो सकता है आपको एक संदर्भ की आवश्यकता है आपको इशारों के एक समूह की आवश्यकता है और निश्चित रूप से मौखिक और अशाब्दिक कोड की समग्रता का तात्पर्य है जो कुछ भी निहित होना है और अर्थ की अस्पष्टता एक ऐसी चीज है जो यहाँ पर बहुत मजबूत है जब आप इसकी तुलना मौखिक इशारे से करते हैं मौखिक रूप से ऐसा क्यों है क्योंकि आप देखते हैं कि कम से कम शब्दों में ज्यादातर मामलों में स्पष्ट अर्थ होते हैं हमने पहले की कुछ स्लाइड्स और पहले की बातचीत में इस पर चर्चा की है जो मैंने आपको दी थी लेकिन जब यह अशाब्दिक संप्रेषण की बात आती है तो आप देखते हैं कि अर्थों की व्यक्तिगत व्याख्या की जाती है हमारे पास कोई शब्दकोश नहीं है हालांकि प्रयास किए गए हैं हमारे पास वास्तव में अशाब्दिक संचार का एक व्यवस्थित शब्दकोष नहीं है जिसका हमें अनुसरण करना है नियमों का पालन करना होगा यह नियम हम सभी के द्वारा बनाए गए हैं और प्रत्येक समय हम इन नियमों को बदलते रहते हैं इसलिए मैं दो या तीन अन्य महत्वपूर्ण घटकों को स्पर्श करूँगा घटकों में से एक है शक्ति की अवधारणा है अशाब्दिक संचार शक्ति का प्रदर्शन प्रस्तुत करता है और यदि आपको पहले की स्लाइड्स में से एक याद है जो मैंने टिन टिन से ली थी तो मैंने इस पर चर्चा की थी और आप कहते हैं कि शायद सामाजिक स्थिति का प्रदर्शन शक्ति का पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बहुत अधिक है मौखिक या मुखर संचार की तुलना में अशाब्दिक संचार में विशिष्ट रूप से किया जाता है यह कुछ ऐसा है जिसे हमें याद रखना होगा मैं निश्चित रूप से आपको कुछ स्लाइड्स देने जा रहा हूँ जो इन कुछ प्राथमिकताओं से संबंधित हैं आप गूगल भी कर सकते हैं और उन्हें पा सकते हैं आप बॉडी लैंग्वेज की किताबें जो आमतौर पर उपलब्ध हैं उन्हें पढ़ सकते हैं जहां आपको इन मुद्दों के बारे में विस्तार से पता चल जाएगा बहुत जल्दी मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करूंगा जो अशाब्दिक संचार के संदर्भ में महत्वपूर्ण है जो क्षेत्र या दूरियों की अवधारणा है स्पेस अशाब्दिक संचार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैं आपके साथ शीघ्रता से साझा करूंगा कि कितनी पुस्तकों ने इसे परिभाषित किया है वैसे इसका एक निश्चित महत्व है और यह कुछ मायनों में सार्थक है इसलिए मैं इसे आपके साथ साझा कर रहा हूं जब आप किसी के बहुत करीब होते हैं तो आप उस व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं तो निकटता एक ऐसी चीज है जिसकी अनुमति दो लोगों द्वारा दी जाती है इसलिए आप पाते हैं कि ये लोग कुछ दूरी पर मना सकते हैं जिसे अंतरंग या व्यक्तिगत दूरी माना जा सकता है दूसरी ओर यदि आप किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से जानते हैं तो आप एक निश्चित दूरी बनाए रखेंगे तीन फीट या 2 और डेढ़ फीट 3 फीट या 4 फीट हो सकता है और फिर आप इसे एक सामाजिक स्थान कह सकते हैं यहां तक कि इस तरह के एक क्लास में 20 30 लोग हो सकते हैं जो आपसे अलग दूरी पर बैठे हों हमारे पास एक सामाजिक स्थान है लेकिन सामाजिक स्थान वह है जहां आप देखते हैं कि आपको चिल्लाना नहीं है और आप अभी भी आंखों के संपर्क को बनाए रखने में सक्षम हैं अपनी चेहरे की अभिव्यक्ति स्थापित करते हैं शरीर के अन्य प्रदर्शन लोगों के लिए विशिष्ट रूप से उपलब्ध हैं और आप उस पर एक सामाजिक तरीके से लेनदेन कर सकते हैं इसलिए स्पेस प्रासंगिक है लेकिन एक सार्वजनिक स्थान बहुत अधिक दूरी वह है जहां आप इतनी दूरी पर हैं कि केवल आपके इशारों और विशिष्ट इशारों को पहचाना जा सकता है और कुछ नहीं और ऐसी जगह में आप केवल बहुत ही औपचारिक चीजों से संवाद कर सकते हैं और अंतरंग या सामाजिक चीजों से नहीं इसलिए स्पेस कई मायनों में अशाब्दिक संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यह सिर्फ उनमें से एक है अब स्थान और क्षेत्र की अवधारणा है अगर मैं एक टेबल के सामने बैठा हूं तो आम तौर पर मैं टेबल पर मेरे सामने चीजें रखता हूं अगर दूसरा व्यक्ति मेरे बागा मे बैठा है तो मै समान उसकी जगह पर नाही रखूँगा तो हम इसका अवलोकन क्यों करते हैं क्योंकि हम कुछ स्तर पर अस्थायी रूप से हैं इसलिए मान लें कि वह उसका स्थान या उसका क्षेत्र है और यह मेरा स्थान मेरा क्षेत्र है और मुझे दोनों के बीच अंतर करना चाहिए आप पाते हैं कि रेलगाड़ियों के अधिकांश झगड़े जगहा और क्षेत्र के बारे में हैं क्योंकि आप देखते हैं कि दूसरी श्रेणी में यात्रा करते हुए या बहुत बार आप पाते हैं कि लोगों की भीड़ है जगहा में भीड़ है और लोग बहुत आरामदायक नहीं हैं शुरू में आप पाते हैं कि वे कठोर हैं वे कुछ समय लड़ रहे हैं विशेष रूप से किस सीट पर उन्हें बैठना है और धीरे धीरे दो घंटे 12 घंटे 15 घंटे में आप कहते हैं कि लोग पाते हैं कि वे आराम कर रहे हैं उन्होंने दोस्त बना लिए हैं अब मैं अपनी सीट पर अपना पैर रख रहा हूं और आप अपना हाथ मेरी सीट पर रख रहे हैं हम आराम से कहते हैं हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है इसलिए इन क्षेत्रों ने उसे मेरे क्षेत्र दूसरे व्यक्ति और इन सामाजिक समायोजन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी जो कि अशाब्दिक संचार के संदर्भ में होता है और वास्तविक भौतिक स्थान और क्षेत्र के संदर्भ में प्रतीकात्मक प्रभाव भी रखता है उदाहरण के लिए अनुसंधान में पाया गया है कि अपराधी बहुत बार जो लोग हिंसक होते हैं उन्हें सामान्य लोगों की तुलना में अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और एक विशेष सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में ऐसा क्या होता है कि जिस व्यक्ति को कम स्थान की आवश्यकता होती है वह मानता है कि दूसरे हिंसक व्यक्ति को भी समान की आवश्यकता है जगहा की मात्रा जबकि अन्य हिंसक व्यक्ति असहज महसूस कर रहा है और शायद बहुत संघर्ष को जन्म देता है चीजों के इन पहलुओं पर अध्ययन किया गया है और साथ ही हमें यह भी महसूस हुआ है कि जगहा का संदर्भ विशिष्ट है इसका क्या मतलब है कि अगर आप किसी लिफ्ट के अंदर हैं जहां कम जगह है तो आप कुछ सम्मेलनों का पालन करते हैं आप अपने हाथों को मोड़ते हैं और यह कहने के लिए एक विशेष तरीके से खड़े होते हैं कि मुझे किसी को छूने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे किसी और की जगह लेने में कोई दिलचस्पी नहीं है जबकि आप पाते हैं कि अगर मान लें कि एक जगह जो बहुत बड़ी है लोग बहुत ही बंद और एक साथ खड़े हैं उन्हें दोस्त बनना है अन्यथा अगर लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं तो यह कुछ ऐसा है जो अन्य समूह के सदस्यों में से कुछ असामान्य होगा इसलिए जगहा अनुष्ठान हमारे पास है हम जगहा अनुष्ठानों का पालन करते हैं सिनेमा हॉल में सार्वजनिक स्थानों में विभिन्न स्थानों पर और विभिन्न स्थानों में हमारे पास अलग अलग स्थान अनुष्ठान हैं सार्वजनिक स्थानों में कभी कभी स्थान संकुचित होता है और हम कुछ अनुष्ठानों का पालन करते हैं अंदर हथेली की तरह एक सुरक्षात्मक इशारा और यहां तक कि अगर आप अपनी हथेली को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि आपकी हथेली का यह हिस्सा इस हिस्से की तुलना में अधिक निजी माना जाता है जिसे अधिक सार्वजनिक माना जाता है इसलिए आसन के हावभाव से शुरू होकर स्पर्श व्यवहार तक यहाँ हर उस सामाजिक अनुष्ठान का पालन किया जाता है और हमें उनके बारे में जागरूक होना चाहिए संस्कृति और क्षेत्रों में हमने पाया है और आप मेरी एक पूर्व वार्ता में पाते हैं पुरुषों और पुरुषों और पुरुषों और महिलाओं के बीच विभिन्न प्रकार के रिक्त स्थान बनाए रखे जाते हैं आपको अलग अलग संस्कृतियों में यह अलग अलग लग सकता है और आप देखते हैं कि देश के लोग और शहर के लोग जगहा में आने पर अलग तरह से व्यवहार करते हैं बहुत बार आप पाते हैं कि भीड़ भाड़ वाले शहर में एक सुनसान देर से बस में अगर 5 लोग हैं तो वे 5 अलग अलग कोनों में बैठे होंगे क्योंकि घंटों लोगों से बात करने के बाद और सामाजिकता के बाद वे एक दूसरे से बात करने के लिए इच्छुक नहीं हैं दूसरी ओर यदि वही बस भारत में देश की ओर से यात्रा कर रही है तो आप पा सकते हैं कि एक व्यक्ति जिस क्षण में चलता है और एक व्यक्ति को बैठा पाता है वह जा सकता है और उस व्यक्ति के बगल में बैठ सकता है क्योंकि यहाँ लोग अभी तक एक दूसरे से बात करते नहीं थक रहे हैं इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग अनुष्ठान होते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रभाव होते हैं आइए हम कहते हैं जिन शहरों में जगह नहीं है हो सकता है कि लोग इस तरह से हाथ मिलाएं जबकि किसी देश या छोटे शहर में लोग इस तरह से हाथ मिला सकते हैं और कई अन्य स्थानों पर ऑस्ट्रेलिया जैसे दुर्लभ आबादी वाले क्षेत्रों में लोग हाथ भी नहीं हिला सकते हैं और क्योंकि निकटता हमें एक साथ लाती है और फिर स्पर्श व्यवहार शुरू होता है इसलिए ये अशाब्दिक संचार के बारे में कुछ बहुत ही रोचक बातें हैं हमने जगहा और क्षेत्र के बारे में बात की कभी कभी आप पाते हैं कि यह बहुत प्रासंगिक है और अध्ययनों में पाया गया है कि एक छोटा व्यक्ति जो बड़ी कार के पहियों के पीछे बैठा है वह अचानक आक्रामकता दिखा सकता है क्योंकि उसे लगता है कि कार उसके शरीर का विस्तार है इसलिए वह पाता है कि यह केवल हमारा शरीर नहीं है बल्कि हमारे शरीर से जुड़ी विभिन्न चीजें जो हमें महसूस होती हैं कि हम काफी जुड़े हुए हैं और हम उनका उपयोग करना शुरू कर देते हैं उनमें से एक सामाजिक शक्ति है जो लगाया जाता है और यहां तक कि एक छोटे से अपेक्षाकृत छोटे व्यक्ति के तरीकों का व्यवहार हो सकता है यह दर्शाता है कि हम कहते हैं शक्ति का प्रदर्शन और इतने पर और आगे इसलिए हम अध्ययन के इस भाग में क्या करने जा रहे हैं हम एक अध्ययन करने जारहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया यह ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम विशिष्ट अशाब्दिक संचार के विवरण में जा सकते हैं हालांकि यहां विचार आपको अशाब्दिक संचार के बहुत दिलचस्प आयामों से अवगत कराने का था एक आपको इस बात से अवगत कराने के लिए कि एक बार जब आप क्षेत्र में अनुसंधान करना शुरू करते हैं तो आपको अहसास होता है कि अशाब्दिक संचार की बहुत लोकप्रिय धारणाएँ हैं चुटकी भर नमक के साथ स्वीकार करने की आवश्यकता है पांच अशाब्दिक संचार लोकप्रिय पुस्तकों को पढ़ने से आप अशाब्दिक संचार को अच्छी तरह से समझने में बेहतर होंगे ऐसा होने वाला नहीं है लेकिन इससे पहले कि हम इस पर जाएं मुझे कुछ और बताने की जरूरत है जो यहाँ इस स्लाइड पर नहीं है लेकिन जो मैंने आपको लिंक दिया है जो कांसेप्ट ऑफ़ डिसीट है समाजीकरण और सामाजिक स्थान में हम अक्सर झूठ बोलने के लिए मजबूर होते हैं और ये झूठ हालांकि हम उन्हें अपने भाषण में दबा देते हैं परिलक्षित होते हैं किसी न किसी तरह से शारीरिक रूप से क्योंकि आप देखते हैं कि हम अपने शरीर और मन में जो महसूस कर रहे हैं वह कुछ ऐसा है जिसे हम प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं जिसे हम छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और जब हम ऐसा करते हैं तो शरीर एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है अब यह चेहरे के भावों के संदर्भ में बहुत दिलचस्प है जिसे हम अगले सत्र में लेंगे और इसे वहां पर विस्तार से बताएंगे जिस तरह से हम बैठते आँखों को घुमाते हैं यह सब इनचीज़ों में भी छलकता है जब कोई झूठ की स्थिति में होता है तो अशाब्दिक संचार भी विशिष्ट तरीकों से प्रतिक्रिया करता है अब इनमें से कुछ दिशानिर्देश लिंक में दिए जाएंगे जहां हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे मैं आपके साथ कुछ दिलचस्प क्विज़ भी साझा करूँगा या आप ऐसी चुनौतियाँ भी कह सकते हैं जहाँ मैं आपसे यह निवेदन करूँगा कि आप अन्य लोगों में छल की पहचान करने में कितने अच्छे हैं अगले भाग में यहाँ हम जल्दी से अशाब्दिक संचार को देख रहे हैं ताकि आपको एक विचार मिल सके अगले पांच मिनट की इस छोटी सी जगह में सभी नहीं कर सकते लेकिन कम से कम मैं आपको एक विचार दूंगा यदि आप पाब्लो पिकासो की एक पेंटिंग को देख रहे हैं तो आप पाते हैं कि ढलान वाला सिर बंद आंखें गिटार पर उंगलियों की सुस्त गति जिस तरह से शरीर मुड़ा हुआ है सब कुछ पूरी चीज के बारे में दुख का सुझाव देता है बेशक रंग यहां भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इसलिए यहां एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है कि कलाकार अशाब्दिक संचार पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं और शायद यही वह जगह है जहां हम सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अशाब्दिक संचार को समझने का सबसे अच्छा तरीका सीखते हैं जब हम अशाब्दिक संचार को देख रहे हैं तो ये मुख्य आकर्षण हैं जिन्हें हम देख रहे हैं चेहरे की अभिव्यक्ति आकर्षक व्यवहार लोग कैसे एक दूसरे को देख रहे हैं या दूसरों की आंखों से बचते हैं इशारे जो लोग करते हैं आसन करते हैं अभिमानी मुद्राएं विनम्र मुद्राएं और उस सिर की स्थिति संदर्भ और परिवेश जैसी चीजें होती हैं इसलिए मैं आपको ३ से ४ चित्र दिखाऊंगा क्यूंकि मेरे पास अधिक समय नहीं है यह नॉर्मन रॉकवेल की 1936 की पेंटिंग है अगर आप पेंटिंग देख रहे हैं और मैं आपसे एक साधारण सवाल पूछूं आपको इसमे नेता कौन लगता है कुछ विचार के बाद शायद आप कहेंगे कि यह नेता है यह शायद टॉम सॉयर है और यह बकले फिन बकल हैरी फ़िन है क्योंकि आप देखते हैं कि इसका पोस्चर पीछे की ओर झुका हुआ और जिस तरह से वह पेंटिंग कर रहा है उसे देखते हुए उन सभी चीजों और उसकी कमर पर शायद हाथ इन सभी चीजों से शक्ति का एहसास होता है जबकि दूसरा व्यक्ति आगे की ओर झुक रहा है और अपने घुटनों पर हाथ रखकर झुक रहा है उस व्यक्ति को अधीनता का सुझाव देता है जो यह व्यक्ति है अगर आपको टिन टिन की छवि याद है जिसका हमने पहले विश्लेषण किया था तो वहां भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिला कि नेता पीछे की ओर झुक रहा है और अनुयायी आगे की ओर झुक रहा है यहाँ एक और छवि है एक बहुत विशिष्ट छवि जहां नॉर्मन रॉकवेल ने बॉडी लैंग्वज को बहुत सूक्ष्मता से प्रदर्शित किया है कोई खंभे का सहारा ले के खड़ा है स्तंभ एक सुरक्षा के रूप में कार्य करता है घुटनों आस पास हैं पैर मुड़ा हुआ है जो उसे हमला करने वाला लगता है तो यह पर गुस्सा प्रदर्शित हुआ है यह उन मुद्दों में से एक है जिन्हें आप यहां देखते हैं यहाँ आक्रामकता प्रदर्शित की जा रही है यहाँ पर यह व्यक्ति जिसे आप मुश्किल से देख सकते हैं एक काले चर्च में श्वेत महिलाओं को इस पर बहुत बारीकी से देखकर अपनी आक्रामकता प्रदर्शित कर रहा है आप पाते हैं कि यहाँ पर एक बूढ़ी औरत है और एक मुड़ा हुआ बाइबल है और वह इस व्यक्ति को देख रहा है यह आदमी आक्रामक नहीं लगता है लेकिन अपनी नाखुशी को प्रदर्शित करते हुए इस तथ्य पर जोर देता है कि ऐसा क्यों है कि एक सफेद महिला एक काले चर्च के अंदर है जबकि महिला अधिक जिज्ञासु है दिशा में अधिक झुक रही है सीधे और यहाँ पर लड़की देख रही है आप देखते हैं कि हालांकि वह स्पष्ट रूप से प्रार्थना कर रही है और उसके सिर ने स्थिति नहीं बदली है आंखें दूसरी दिशा में देख रही हैं इसलिए यदि आप इस छवि को बहुत तेज़ी से देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि अशाब्दिक संचार के ये प्रदर्शन संचार को महत्वपूर्ण रूप से प्रबंधित करते हैं कि क्या संप्रेषित किया जा रहा है या क्या प्रयास किया जा रहा है जब मैं ऑनलाइन सर्वेक्षण कर रहा हूं तो शायद मैं स्लाइड का परीक्षण करूंगा लेकिन यहाँ इस तरह के कुछ उदाहरण दिए गए हैं बस छवियों को देखकर आप यह पता लगाने में सक्षम हैं कि लोग कैसे हैं हमें कहते हैं पूर्वनिर्धारित या निपटाया आप पाते हैं कि कैप्टन हैडॉक इस जानवर को देख रहा है और आप देखते हैं कि जानवर स्पष्ट रूप से बहुत खुश नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है और उसकी आँखों में गुस्सा दिखाई देता है और कप्तान को शायद इस बारे में पता नहीं है जबकि टिन टिन दूर से देखने पर पूरी तरह से मनोरंजक है दूसरी ओर दूसरी छवि कार्रवाई और आंदोलन को दर्शाती है और जबकि यह क्षण स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि वह टिन टिन किसी का पीछा करने की कोशिश कर रहा है जो बहुत स्पष्ट है ये आश्चर्य की बात बताते हैं क्योंकि मुंह खुला आंखों को घूरते हुए गोल गोल घुमाते हुए और इस मामले में यह व्यक्ति डेस्क पर अपने हाथों से खड़े होकर डेस्क का उपयोग करने वाला होता है क्योंकि जल्दी उठने के लिए समर्थन होता है अब ये ऐसे स्थान हैं जहाँ आप पाते हैं कि अशाब्दिक संचार संचार का प्रबंधन करता है यदि आप अन्य स्लाइड्स को भी देखें तो आप पाएंगे कि प्रत्येक मामले में बहुत जल्दी कुछ अवधारणा हो रही है केवल अशाब्दिक संचार केमाध्यम से सुझाव दिया गया है लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय कम है इसलिए हम इन चित्रों का विस्तृत विश्लेषण नहीं करेंगे और हम यहां रुकेंगे और हम आगे के स्लाइड्स में चेहरे के भावों पर ध्यान देंगे आपका बहुत धन्यवाद